इंजीनियरिंग अभ्यास में नैतिकता के सत्र में आपका स्वागत है आज हम कार्यस्थल पर अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा करेंगे पहले सत्र में हमने इंजीनियरों के पेशेवर अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा की थी आज हम इंजीनियरों के कार्यस्थल पर अधिकारों और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालेंगे जैसा कि हम समझते हैं इन दोनों ही चर्चाओं में स्पष्ट रूप से कुछ न कुछ ओवरलैप होगा ही क्योंकि एक पेशे के रूप में इंजीनियरिंग की अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो कार्यस्थल पर अधिकारों और ज़िम्मेदारियों की बात करते समय भी दोहराई जाती हैं लेकिन इसके साथ ही इंजीनियरों के पास कुछ अन्य विशिष्ट अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं जब वे किसी संगठन के हिस्से के रूप में काम कर रहे हो वहां इंजीनियर नियोक्ता और कर्मचारी संगठन के साथ संबंध रखता है संगठन के साथ आंतरिक हितधारक संबंध होते है जो इन अधिकारों और जिम्मेदारियों को प्रेरित करता है इस सत्र में हम उन्हीं अधिकारों और जिम्मेदारियों पर चर्चा करेंगे यहां पेशेवर अधिकारों के साथ साथ कुछ अतिरिक्त अधिकार और जिम्मेदारियां भी होती हैं जिन पर हम इस विशेष सत्र में चर्चा करेंगे तो चलिए आज के इस सत्र का अवलोकन करते हैं मॉड्यूल की रूपरेखा इस प्रकार है हम अधिकारों और जिम्मेदारियों के अर्थ की चर्चा करेंगे हम "गोपनीयता के कर्तव्य" इनकार और कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे हमने गोपनीयता के महत्व के बारे में चर्चा पहले ही कर चुके है हमने पेशेवर अधिकारों और जिम्मेदारी में हित के मुद्दों के टकराव के बारे में भी चर्चा की है आज भी हम कार्यस्थल के अधिकारों और जिम्मेदारियों के दृष्टिकोण से इन अवधारणाओं पर ध्यान देंगे अधिकारों से हम क्या समझते हैं कुछ करना या कराना यह एक कानूनी अधिकार है लेकिन जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो यह संतोषजनक प्रदर्शन करने के लिए एक कर्तव्य है या दिए गए कार्य को किसी व्यक्ति द्वारा पूरा करना या किसी से किये गए अपने वादे को पूरा करना और जिस कार्य के पूरा न होने के परिणामस्वरूप दंड का भी प्रावधान है इसलिए यदि आप अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं या आप अपनी ज़िम्मेदारी को सही तरीके से पूरा नहीं करते है तो इसके परिणामस्वरूप दंड का भी प्रावधान है जबकि कर्तव्य किसी कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने या पूरा करने के लिए एक दायित्व मात्र है जब आप अधिकारों की बात कर रहे हों तो इस समय कुछ करना या न करना एक कानूनी अधिकार है यह हमें समझना होगा हालाँकि कुछ करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है व्यावहारिक रूप से किसी भी अधिकार का आनंद लेना तब तक संभव नहीं है जब तक उससे संबंधित अन्य पक्ष जो अपने कर्तव्यों के कारण हमसे जुड़ा हुआ है वह अपनी जिम्मेदारी ठीक से ना निभाए इसलिए यदि हम उस कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो इसका मतलब एक तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया जाना है और दूसरा जुड़ा पक्ष कभी भी अधिकारों का आनंद नहीं ले पायेगा इसलिए अधिकार और कर्तव्य कभी भी बिना जिम्मेदारी हाथ में लिए पूरे नहीं होते हम तब तक यह नहीं बता सकते हैं कि जब तक हमें किसी चीज का अधिकार नहीं मिले या जब तक हमें यह पता नहीं चले कि हमारे पास कुछ करने की जिम्मेदारी है वह भी एक संतोषजनक मानक के अनुसार उम्मीदों के एक स्तर के अनुसार और तब हमें इसके लिए अपने वादे निभाने होंगे इसी कारण जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में पहले चर्चा करना महत्वपूर्ण है सबसे पहले यहां हम "गोपनीयता के कर्तव्य" के बारे में चर्चा करेंगे गोपनीयता का कर्तव्य सभी सूचनाओं को गुप्त रखने का कर्तव्य है जिसे छुपा कर रखा जाना वांछनीय माना जाता है यहाँ एक प्रश्न यह उठ सकता है कि हमें कौन बताता है कि हम किस बात को गुप्त रखें यह किसके द्वारा वांछनीय है और कौन किसके हितधारक हैं मूल रूप से यह एक सूचना ही है जिसे ग्राहक या नियोक्ता व्यापार प्रतिद्वंदियों के खिलाफ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए गुप्त रखना चाहते हैं यह कंपनी के व्यवसाय या तकनीकी प्रक्रियाओं से संबंधित कोई भी डेटा हो सकता है जो पहले से ही सार्वजनिक सूचना नहीं है और यह आम तौर पर आर्गेनाइजेशन का यूएसपी होता है वह ज्ञान या सूचना जो संगठन को अन्य प्रतियोगियों से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दे सकता है यही वे गुप्त रखना चाहते हैं क्योंकि वे व्यापार प्रतिद्वंदियों के खिलाफ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं अब अगर हमने यह चर्चा की है तो हमारे मन में जो स्वाभाविक सवाल उठ सकता है वह यह है कि परिभाषित करने के लिए मानदंड क्या हैं कि क्या गोपनीय रखा जाना है और क्या नहीं एक सूचना की गंभीरता क्या है किसी मुद्दे की गंभीरता क्या है जिसे गोपनीय रखा जाना चाहिए क्या गोपनीय क्लॉज़ को परिभाषित करने के लिए भी कोई मानदंड हैं वास्तव में इस प्रकार का कोई निश्चित मानदंड नहीं है जो है यह वह है कि यदि नियोक्ता गोपनीय मानता है तो गोपनीय रखा जाएगा क्योंकि यह नियोक्ता की दृष्टि है नियोक्ता जैसा देखते हैं यह मेरे लिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यह नियोक्ता का अनुभव है हम आगे देखते है कि अगर चीजों को गोपनीय रखने का कोई निश्चित मापदंड नहीं है तो ऐसी कौन सी विशेष जानकारी हैं जिन्हें गोपनीय रखने की आवश्यकता है हम इस पर एक नजर डालते हैं इस प्रकार की सूचनाएं जिन्हें गोपनीय रखने की आवश्यकता है हमने पहले ही इस पर चर्चा की है आइए हम फिर से इसकी समीक्षा करें यह है गोपनीय डेटा परिणाम आगामी अप्रकाशित उत्पादों के बारे में जानकारी डिजाइन और सूत्र के बारे में जानकारी उत्पादों के लिए किसी विशेष परियोजना पर काम करने वाले कर्मचारियों से संबंधित व्यावसायिक जानकारी आपूर्तिकर्ताओं की पहचान विपणन रणनीतियों इंजीनियरों को आज एक गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करना होता है जो उन्हें बाहरी लोगों के साथ किसी भी जानकारी को साझा करने से रोकता है सुरक्षा मुद्दों की वजह से रक्षा क्षेत्र जैसे सरकारी प्रतिष्ठानों में अधिक कड़े नियम हैं गोपनीयता के मुद्दों पर पहले चर्चा करते हुए हमने माना कि जानकारी आर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं बताना है इसे बाहर के संगठन या बाहरी समाज को नहीं बताना है और साथ में हमने व्हिसिल ब्लोइंग के मामले पर भी चर्चा की थी जैसे अगर नियोक्ता कुछ गलत कर रहा है और नियोक्ता इंजीनियर से चाहता है कि इसे गुप्त रखा जाए तो एक पेशेवर के रूप में इसे गुप्त रखना चाहिए तो क्या यह हमारी पेशेवर नैतिकता है जो यह बताता है हम मुख्य रूप से समाज की सुरक्षा के लिए बाध्य हैं और हम बड़े पैमाने पर जनता का कल्याण करते हैं इसलिए हमें आवाज़ उठाने की कोशिश करनी चाहिए पहले हमें संगठन के अंदर गलत कार्यों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए और यदि वे स्वयं को ठीक कर लेते हैं तब तो ठीक है अन्यथा हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे गलत प्रक्रियाओं को सही करें और सही तरीके से कार्य करें लेकिन यदि चीजें नियंत्रण से परे हैं और वे नहीं सुन रहे हैं तो हम समाधान का पता लगाने के लिए बाहरी दुनिया में या निदेशक मंडल में जा सकते हैं और यहाँ हितों के बीच टकराव होता है जैसे जो बात कर्मचारियों को गुप्त रखने के लिए कह रहे हैं क्या वह जनता के हित में है यहां हम गोपनीयता और नौकरियों के परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे इंजीनियरों के लिए यह बहुत बार होता है जैसे वे कई बार नौकरी बदल रहे हैं संगठन बदल रहे हैं तो फिर यह गोपनीयता कैसे बनी रहती है या इसे किस समय तक गोपनीय रखा जाना है यह नौकरी बदलने को कैसे प्रभावित करता है यह नौकरियों के बदलने से संबंधित है या नहीं आइए अब हम गोपनीयता नौकरियों में परिवर्तन के संबंध में उन लोगों की समीक्षा करें क्योंकि यहां हम कार्यस्थल पर अधिकारों और जिम्मेदारियों की चर्चा कर रहे हैं इसलिए जब एक कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है तो जानकारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है क्योंकि अगर ऐसा होता तो जानकारी को सुरक्षित रखने का कोई तरीका ही नहीं होता पिछले कर्मचारी जल्दी से जानकारी को अपने नए नियोक्ताओं को दे देते या शायद चंद रुपयों के लिए इसे अपने पूर्व नियोक्ताओं के प्रतियोगियों को बेच दें वास्तव में "विश्वास का संबंध" से अधिक महत्वपूर्ण है और यह रोजगार की औपचारिक अवधि से परे भी होता है यह आदर्श रूप से रोजगार की औपचारिक अवधि से परे जारी रखने के लिए होता है जब तक कि नियोक्ता सहमति नहीं देता पूर्व कर्मचारियों को व्यापार के रहस्य प्रकट करने से अनिश्चित काल तक रोक दिया जाता है ये उस स्थिति का एक स्पष्ट चित्रण करते हैं जिसमें इंजीनियरों की "व्यावसायिक अखंडता" की तुलना में अपने वर्तमान नियोक्ता के प्रति वफादारी में बहुत अधिक शामिल है वास्तव में यह इंजीनियरों की पेशेवर अखंडता है जो उन्हें पिछले नियोक्ता के रहस्य को नए नियोक्ता को बताने से रोकता है यह वह जगह है जहां आप सब जानते हैं लेकिन एक इंजीनियर के लिए पेशेवर नैतिकता अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि नियोक्ता सीधे आपको रोक नहीं सकता है वह आपको खोजने के लिए आप पर नजर रखने में सक्षम नहीं हो सकता है चाहे आपने जानकारी अपने प्रतिद्वंदियों के साथ साझा किया हो या नहीं लेकिन यह एक व्यक्तिगत अखंडता चरित्र इंजीनियर की व्यावसायिक अखंडता है जो इंजीनियर को पिछले नियोक्ता के किसी भी रहस्य को नए नियोक्ता को बताने से प्रतिबंधित करता है ये इस प्रकार की चीजें हैं जहां पेशेवर नैतिकता वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाती है और निर्णय लेने में प्राथमिक हो जाती है जब कोई व्यक्ति दुविधा की स्थिति में होता है जैसे कि रहस्यों को साझा करना है या नहीं क्योंकि एक नया नियोक्ता आपको बदले में उपहार दे सकता है आपको पिछले नियोक्ता के व्यापार रहस्य को समझने के लिए रिश्वत दे सकता है अब इस मामले में आप क्या करने वाले हैं एक इंजीनियर के रूप में यह आपकी पेशेवर अखंडता है और आपको इस बात का मार्गदर्शन देगा कि आपको क्या करना है यहां हम "व्यापारिक रहस्य उल्लंघन" को 100 मिलियन डॉलर नकद और अगले 7 साल तक जनरल मोटर्स से 1 बिलियन डॉलर के पार्ट्स खरीदने के लिए भुगतान करने को सहमत हुआ ऐसा क्यों हुआ क्योंकि मार्च उन्नीस सौ नब्बे में जीएम ने वोक्सवैगन में शामिल होने के लिए जीएम को छोड़ दिया जो कि यूरोप में जीएम की सबसे बड़ी प्रतियोगी कम्पनी थी और वे जानते थे कि उनके पास जीएम के गोपनीय दस्तावेजों की प्रतियां भी थी इसलिए वास्तव में वोक्सवैगन जीएम को अपनी बौद्धिक संपदा में हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहा था इसलिए हम ये बात फिर से दोहराने नहीं जा रहे हैं कि इसे प्रतिबंधित करने के लिए आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि आप लोगों की निगरानी नहीं कर सकते एक बार जब वे छोड़कर बाहर निकल गए तो एक कंपनी के रूप में कुछ भी किया जा सकता है इसलिए यह एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है या यह इंजीनियरों को ऐसा करने से प्रतिबंधित करता है क्या इन गोपनीयता मुद्दों के बारे में कोई प्रबंधन नीति हो सकती है क्या हम इसके बारे में प्रोत्साहन या सुदृढ़ीकरण या नीतियों के संबंध में कुछ कर सकते हैं आइए हम गोपनीयता और प्रबंधन नीतियों पर ध्यान दें यहां हमने उन दृष्टिकोणों में से एक के बारे में चर्चा की जहां "रोजगार अनुबंध" भविष्य के रोजगार पर विशेष प्रतिबंध लगाते हैं भौगोलिक स्थान या भविष्य के नियोक्ताओं से संबंधित प्रतिबंध वर्तमान नियोक्ता को छोड़ने से पहले की अवधि कुछ प्रकार के काम में संलग्न हो सकता है और यह भविष्य के नियोक्ताओं को इसकी अनुमति देता है लेकिन ऐसे अनुबंधों में एक दिक्कत यह है कि इसमें व्यक्तियों को अपने पेशे में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने में खतरा हैं आप समझ सकते हैं जब आप हितों के टकराव की बात कर रहे हैं और यहाँ इतने सारे प्रतिबंध लगे हैं व्यक्तियों के कानूनी तौर पर उनके पेशे में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के उनके अधिकार लिए यह कहीं न कहीं खतरा है इस प्रकार इनको न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं माना जाता है इसलिए आप इसे मानने के लिए अब लोगों को मजबूर नहीं कर सकते यह एक सीमित नकारात्मक दृष्टिकोण है इसलिए एक और सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है जो पोर्टेबल योजनाओं की तरह कुछ लाभों की पेशकश करता है जैसे कि कंपनी छोड़ने के बाद प्रतियोगियों और कुछ प्रकार की परियोजनाओं पर काम नहीं करने के लिए इंजीनियरों को पेंशन योजना या कुछ विशेष रोजगार इसके अलावा वार्षिक परामर्श शुल्क देने से संबंधित हो सकता है लेकिन वह भी इस शर्त पर कि उस समय के दौरान उसे किसी भी "प्रत्यक्ष व्यापार प्रतियोगी" के लिए काम नहीं करना चाहिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने कर्मचारियों के बीच फिर से पेशेवर जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करना जो वर्तमान नियोक्ताओं के निर्देशों का पालन करने के ऊपर है फिर से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है संस्था कई तरीकों से कोशिश कर सकती है आप को धमकाने के द्वारा आपको भविष्य के नियोक्ताओं के लिए वर्तमान नियोक्ता के रहस्यों को साझा नहीं करने से या इंजीनियरों को प्रतिबंधित करने के संदर्भ में आपको प्रोत्साहित करने की कोशिश लेकिन क्या इन सभी उपायों से सही परिणाम प्राप्त हो सकते हैं या नहीं आप मुझे धमकी देने की कोशिश करेंगे लेकी हो सकता है मैं न डरूं मैं एक नई संस्था से जुड़ जाऊंगा वहां से पैसे लेकर आपको वापस कर दूंगा आप मुझे बताएं कि पुरानी कम्पनी मुझे पेंशन योजना देगी मुझे परामर्श शुल्क देगी लेकिन मैं पैसे के मामले इसे इतना अधिक लुभावना प्रस्ताव नहीं मानता क्योंकि नई कंपनी जिसमें मैं शामिल होने जा रहा हूँ वह मुझे अपेक्षाकृत कहीं अधिक भुगतान करेगी फिर आप मुझे अधिक भुगतान कर रहे हैं क्योंकि मैं आपके साथ अपने रहस्यों को साझा करूँगा इसलिए इन प्रक्रियाओं को करने से प्रबंधन वास्तव में यह सुनिश्चित नहीं कर पाता कि ये 100 प्रतिशत परिणाम देने वाला हैं जब तक किसी व्यक्ति किसी इंजीनियर की अंतरात्मा की आवाज़ नहीं आती एक पेशेवर जिम्मेदारी की एक पेशेवर विवेक की जैसे कि मुझे अपने पिछले नियोक्ता की जानकारी को भविष्य के नियोक्ताओं के साथ साझा नहीं करना चाहिए और मुझे इसकी अखंडता को बनाए रखना चाहिए और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह सुनिश्चित करना कि रहस्यों को बनाए रखा जाये और इंजीनियरों में पेशेवर जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न की जाये क्योंकि वर्तमान नियोक्ताओं के निर्देशों का पालन करने के लिए धमकी या प्रोत्साहन या निर्देश देना हमेशा उचित परिणाम नहीं हो सकता है तो फिर गोपनीयता का क्या औचित्य हैं प्राथमिक औचित्य व्यक्तियों और निगमों की स्वायत्तता स्वतंत्रता आत्मनिर्णय का सम्मान और उनकी निजी जानकारी को कियंत्री नियंत्रित करना है सभी प्रमुख नैतिक सिद्धांत स्वायत्तता के महत्व को समझते हैं जहां इसे स्वायत्तता के अधिकार स्वायत्तता का सम्मान करने के कर्तव्यों और स्वायत्तता की रक्षा की उपयोगिता या दूसरों के सम्मान के गुण के रूप में समझा जाता है इसलिए हमें लोगों की स्वायत्तता का सम्मान करना होगा हमें उस व्यक्ति के निजी स्थान का सम्मान करना होगा जहां व्यक्ति बड़े पैमाने पर रहस्य को जनता के साथ साझा करने के लिए तैयार हो सकता है या नहीं भी हो सकता है और हमें उसका सम्मान करना होगा स्वायत्तता हमारे पास है जो हमारी जिम्मेदारी है दूसरों के सम्मान के आधार पर स्वायत्तता की रक्षा करना यही कारण है कि गोपनीयता अतिमहत्वपूर्ण है गोपनीयता का एक और महत्व भरोसेमंद होना है इसलिए जब ग्राहक वकीलों या सलाहकारों या डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वे उनसे गोपनीयता बनाए रखने की अपेक्षा करते हैं और पेशेवर नैतिकता से यह संकेत मिलता है कि गोपनीयता बनाए रखी जाएगी इसी तरह कर्मचारी भी अक्सर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के रूप में वादा करते हैं कि वे किसी भी तरह की जानकारी का खुलासा नहीं करेंगे जो नियोक्ता के लिए संवेदनशील है उनकी जानकारी का खुलासा करना निश्चित रूप से विश्वास का उल्लंघन करना है जिस पर मैं फिर से प्रकाश डालना चाहूंगा इस प्रकार हमें सूचनाओं के महत्व को समझने की आवश्यकता है अगर यह एक ऐसी चीज है जिससे बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य कल्याण और सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है तब निश्चित रूप से व्यक्ति का अधिकार इंजीनियर की पेशेवर जिम्मेदारी के रूप में इंजीनियर का विवेक बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य कल्याण और सुरक्षा की रक्षा आदि अधिभावी सिद्धांत जहां कुछ संवेदनशील जानकारी होती है जिसे साझा नहीं किया जा सकता लेकिन अगर वह संवेदनशील जानकारी ऐसी है जो बड़े पैमाने पर जनता के हितों के खिलाफ काम कर रही है या बड़े पैमाने पर जनता के सुरक्षा कल्याण के लिए काम कर रही है तो इसके खिलाफ आवाज उठाना भी एक इंजीनियर की जिम्मेदारी का हिस्सा है जिसे वह बोर्ड के सामने या समाज के लोगों के सामने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकता है रिश्तों के साथ साथ पेशेवर अनुबंधों के लिए भी गोपनीय पहचान करने में सार्वजनिक लाभ हैं अब डॉक्टरों के मामले में यदि गोपनीयता को बनाए नहीं रखा जाता तो शायद रोगी नहीं आयेंगे क्योंकि कई बार डॉक्टरों को मरीजों की निजी जानकारी जानने की आवश्यकता होती है और जिनके बारे में वे सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं करते ऐसे ही इंजीनियरों के लिए हमें सावधान रहना होगा जैसे हम बड़े पैमाने पर जनता के सर्वोत्तम हित के लिए काम करते हैं और जब आवाज उठानी हो तब इंजीनियरों को बहुत तर्कसंगत और तार्किक निर्णय लेने की जरूरत होती है अब हम हितों के टकराव के बारे में चर्चा करेंगे पेशेवर हितों में टकराव ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पेशेवरों के हित होते है जो अगर देखा जाए तो अपने नियोक्ताओं या ग्राहकों को अपने दायित्वों को पूरा करने से रोक सकते हैं हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं जैसे जब आप प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की बात करते हैं तब इंजीनियरों को प्रतिस्पर्धी बोली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है और यदि आप आपूर्तिकर्ताओं के चयन के मामले में निर्णयकर्ता हैं और आपकी भी कंपनी उसी प्रकार के माल की आपूर्ति करती है तो फिर आप इसे कर पाएंगे या नहीं हितों के इन टकराव पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं तो फिर यह चिंता का विषय क्यों है हितों के टकराव के बारे में चिंता क्या है यह मोटे तौर पर एक नियोक्ता या ग्राहक की सेवा में अच्छे निर्णय को विकृत करने की उनकी क्षमता पर केंद्रित है अच्छा निर्णय लेने का मतलब है कि विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर मान्यताओं पर पहुंचना केवल सरल नियमों का पालन करने के विपरीत यहाँ हितों का टकराव और "परस्पर विरोधी हित" हो सकते है परस्पर विरोधी हित का अर्थ है कि एक व्यक्ति की दो या अधिक इच्छाएं हैं परन्तु उन सभी को परिस्थितियों को देखते हुए संतुष्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन ऐसा कोई सुझाव भी नहीं है कि उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करना नैतिक रूप से गलत है लेकिन पेशेवर हितों के टकराव में सभी विरोधी पक्ष अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए शारीरिक या आर्थिक रूप से सबल है लेकिन ऐसा करना नैतिक रूप से समस्यात्मक होगा उपहार रिश्वत अन्य कंपनियों में रुचि "अंदरूनी जानकारी" आदि हितों के टकराव के लिए मिसाल हो सकती हैं हम पहले ही अंदरूनी जानकारी के बारे में चर्चा कर चुके हैं तो क्या उपहार घूस या रिश्वत ही हैं रिश्वत एक बड़ी राशि है जिसे एक "घोषित व्यापार अनुबंध" के अलावा पेश की जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य अनुबंध हासिल करने या रखने में लाभ प्राप्त करना होता है और जहां लाभ अवैध है अनैतिक है रिश्वत अवैध या अनैतिक हैं क्योंकि वे प्रतिस्पर्धी स्थितियों में निष्पक्षता को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त होतीं हैं उपहार रिश्वत नहीं हैं जब तक कि व्यापार के सामान्य आचरण में छोटे मोटे उपहार की पेशकश की जाती है लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महीन रेखा खिंची होती है जब उपहार महंगा होने के कारण रिश्वत का वेश धारण कर लेता है इसलिए आपको उपहार देते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए वास्तव में उपहार रिश्वत ही होते हैं क्योंकि रिश्वत में कुछ करने या कुछ लाभ प्राप्त करने की उम्मीद होती है जहां लाभ अवैध या अनैतिक है दूसरा हम अन्य कंपनियों में रुचि के बारे में चर्चा करेंगे हितों के कुछ टकराव प्रतियोगियों या "उपठेकेदारी व्यवसाय" है तब ऐसे मामलों में एक संगठन के रहस्य दूसरे संगठन तक जाने की संभावना बढ़ जाती है अंदरूनी जानकारी साझा करना यह विशेष रूप से संवेदनशील हितों का टकराव है जिसमें लाभ पाने के लिए स्वयं के किसी के परिवार या अपने दोस्तों के लिए एक व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के लिए अंदर की जानकारी का उपयोग करना शामिल है सूचना कंपनी या किसी अन्य कंपनी को चिंतित कर सकती है जिनके साथ वह कोई व्यवसाय करता है उदाहरण के लिए इंजीनियर अपने दोस्तों को एक क्रांतिकारी आविष्कार की "आसन्न घोषणा" के बारे में बता सकते हैं जो अपने निगम की योजना के लिए उत्तम थे या निगम के विलय की जानकारी जिससे अन्य कंपनी के स्टॉक मूल्य में बहुत सुधार आएगा इसलिए संगठन के अंदर होने के नाते यदि आप अपने अपने परिवार अपने दोस्तों के लिए एक व्यावसायिक लाभ स्थापित करने के लिए कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं तो इसे अंदरूनी जानकारी कहा जाता है और यह अनैतिक भी है क्योंकि यह हमारे पास है हमें यह समझना होगा कि नियोक्ता की जानकारी को गोपनीय रखना इंजीनियरों या संगठन के कर्मचारियों के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है अब हम हितों के टकराव की नैतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे तो यह आपके लिए एक प्रश्न है कि आप क्या सोचते हैं जैसे हितों का टकराव हमेशा अपरिहार्य है या कर्मचारी के रूप में परस्पर विरोधी हित को आगे बढ़ाना नैतिक रूप से गलत है आप क्या सोचते हैं क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इन्हें संतुलित कर सकते हैं यदि आपको याद है कि हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी हमने पेशेवर नैतिक जिम्मेदारियों में इस पर चर्चा की थी यह वास्तव में हमेशा नहीं होता है आप हितों के टकराव को आगे बढ़ाने के लिए अनैतिक कार्य करते हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से कुछ टकराव को अपरिहार्य माना जाता है यहां तक कि यह स्वीकार्य भी है जैसे एक दृष्टांत के रूप में सेवा करने के लिए अनुमति देती है एफएए पर हवाई जहाज निर्माताओं को विनियमित करने और उनके द्वारा बनाए गए हवाई जहाज की सुरक्षा और गुणवत्ता निरीक्षण करने की जिम्मेदारी है स्वाभाविक रूप से निर्माता की दोहरी भूमिका वाले सरकारी निरीक्षक और कर्मचारी का निर्णय पक्षपातपूर्ण हो सकता है फिर भी निरीक्षकों की सावधानीपूर्वक जांच के साथ ऐसे पूर्वाग्रह की संभावना को हवाई जहाज के निरीक्षण की व्यावहारिक आवश्यकताओं से परे बताया जाता है इसीलिए हम अलग अलग स्थिति और अलग अलग मामलों के आधार पर हितों के इस टकराव को सुलझाने के अलग अलग तरीकों पर विचार करते हैं हम यहां एक छोटे से मामले की चर्चा करेंगे केन है और उसने उस फर्म के साथ एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो उसे उन जानकारी जिस पर कम्पनी अपना स्वामित्व मानती है को किसी को बताने के लिए प्रतिबंधित करता है स्टारडस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है यह फिर से हमें उस स्थान पर लाता है जहां यह आपके लिए एक दुविधा की तरह है यह समझने के लिए बहस का एक मुद्दा यह हो सकता है कि केन ने अनैतिक तरीके से काम किया है क्योंकि स्टारडस्ट ने अपने विचार को पेटेंट नहीं करने का फैसला किया है लेकिन इसे एक व्यापार रहस्य के रूप में भी रखा था केन को एक प्रक्रिया इंजीनियर के रूप में रखते समय उन्होंने उस फर्म के साथ एक गोपनीयता समझौता किया जो उन गुप्त जानकारी को जिसे वह कंपनी अपने स्वामित्व को मानती है कहीं भी प्रकट करने से प्रतिबंधित करता है इसलिए इस प्रकार की दुविधा को हल करना हमें समझना होगा जैसे इस मामले में यह क्या संभव है हमें यह सोचना होगा कि संभावित मुद्दे क्या हैं जैसे कि केन ने इस बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले क्या इस्तेमाल किया है और क्या उसने अपने ज्ञान का उपयोग किया है जैसे कि यह तब है जब उसने किसी भी पेटेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं यह तो ज्ञान के मालिक का विचार है उन्होंने किसी पेटेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो विचार के मालिक कौन हैं जिस विचार को केन ने साझा किया और फिर किस हद तक की डिजाइन शीतलन ठगना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक अलग मशीन पर उपयोग की गई मतलब समानता की मात्रा क्या है जिसे यहाँ से हस्तांतरण किया गया है और क्या इससे मौजूदा कंपनी के प्रतिस्पर्धी लाभ को कोई खतरा है इसलिए इस बारे में एक निर्णय है इसे अलग अलग नैतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए उपयोगितावादी दृष्टिकोण से आपको इसे देखने की जरूरत है अधिकारों और न्याय से कर्तव्यों के परिप्रेक्ष्य से आपको इसे देखना होगा न्याय के नजरिए से भी और देखभाल के नजरिए से लेकिन फिर भी मामले को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है जैसे केमिकल कॉर्पोरेशन के संदर्भ में यह एक कैंडी प्रसंस्करण कंपनी है वे एक दूसरे के समान हैं पर क्या वे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं शायद अभी नहीं पर क्या वे भविष्य में ऐसा कर सकते हैं और उनके लिए इस डिजाइन का क्या महत्व है इसलिए अनुकूलन को देखें कि उन्होंने एक मानक का काम किया है इस संगठन के व्यवसाय के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है और उन्होंने किस मानक के अनुकूलन को बनाया है और कितना ज्ञान यहाँ स्थानांतरित किया गया है यह एक तरह की मशीन से किया जाता है या यह एक अलग तरह की मशीन से किया जाता है यहां हम देखते हैं वह एक अलग तरह की मशीन से किया जाता है जिसका उपयोग शीतलन ठगना को ठंडा करने के लिए किया जाता है और वहां यह चिपचिपा प्लास्टिक के घोल को ठंडा करने के लिए किया जाता है तो इन दो कार्यों के बीच समानता और असमानता की मात्रा क्या है क्या वे भविष्य में एक प्रतिस्पर्धी के रूप में कार्य कर सकते हैं एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं हमें भविष्य की चीजों पर गौर करना होगा तब हम समझेंगे कि इसे कौन डिजाइन करता है केन वह व्यक्ति जिसने इस अनुकूलन को डिज़ाइन किया है यह मामला हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताता या वह व्यक्ति जिसका विचार उपकरण के मानक टुकड़े के इस अनुकूलन में शामिल था क्या यह विचार स्वयं केन था या किसी और का था और केन ने सिर्फ इसका अवलोकन किया था और उसने इसे यहां उपयोग किया इसलिए यह शब्द पेटेंट जो आपके विचार को पेटेंट करता है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं यह एक मालिकाना चीज है लेकिन अगर आपने विचार का पेटेंट नहीं कराया है तो यहाँ पर कुछ अंतर हैं जैसे कि अगर हम बात करें कि ज्ञान का मालिक कौन है तो शायद कंपनी ज्ञान का मालिक है क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि केन ने इसे डिजाइन करने में कितना योगदान दिया है और यहाँ किस हद तक स्थानांतरित हुई है और क्या केन ने अनैतिक कार्य किया है हां निश्चित रूप से कुछ हद तक कोई भी नहीं है और यह अनैतिक है क्योंकि स्टारडस्ट में रहने के बाद ये ज्ञान मिला और शायद उसने इसे पूरी तरह से एक अलग मशीन पर लागू किया है लेकिन क्या कहीं यह पिछले नियोक्ता के ज्ञान के बिना दोहराया गया है और क्या यह गोपनीयता समझौते का उल्लंघन है जो जानकारी को प्रकट करने से रोकता है उस मामले में शायद हम विचार कर सकते हैं कि उसने अनैतिक तरीके से काम किया है इस मुद्दे पर बहस भी की जा सकती है कि यह किस हद तक अनैतिक था अगले सत्र में हम अन्य मामलों पर भी चर्चा करेंगे जैसे ग्राहक के कार्य नैतिक रूप से स्वीकार्य हैं या नहीं इस व्याख्यान में हम कुछ मामलों पर चर्चा करेंगे जो हमें नैतिक स्थितियों और दुविधा को समझने में मदद करेंगे और हम यह समझ सकते हैं कि इस संबंध में इंजीनियरों के अधिकार और दायित्व क्या हैं धन्यवाद